इसमें 3 मौलिक माप हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शक्ति एक मौलिक राशि है इसके अलावा किसी भी एसी सिग्नल के विवरण में भी मौलिक राशि शक्ति ही होती है तो आपको पता होना चाहिए कि शक्ति कैसे मापनी है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति कैसे मापें जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिबाधा बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि प्रतिबाधा से आप वास्तव में कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति दोनों में देख सकते हैं यह प्रतिबाधा एक नेटवर्क की विशेषता है नेटवर्क में प्रतिबाधा की विशेषता इसकी वोल्टेज एक्साईटेशन या इसकी करंट रिस्पांस वगैरह से नहीं जानी जाती लेकिन उन के अनुपात से जानी जाती है इसका मतलब है नेटवर्क में जो भी रिस्पांसप्रतिक्रिया हो सकती है या जो भी एक्साईटेशन हो सकती है उसकी विशेषता इसकी प्रतिबाधा में इनबिल्ट है इसीलिए प्रतिबाधा इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है और हमने फिर से कहा है कि इम्पीडेन्स मैचिंग और इष्टतम विद्युत वितरण optimum power deliveryऑप्टिमम पावर डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और आरएफ इंजीनियर प्रतिबाधा के प्रति बहुत सावधान रहते हैं किसी भी आरएफ माप या आरएफ सर्किट में क्या हो रहा है यह समझने के लिए ये 3 माप आवश्यक हैं इनका माप माइक्रोवेव बेंच नामक उपकरण द्वारा किया जा सकता है माइक्रोवेव बेंच इन 3 मात्राओं को माप सकती है हालाँकि यह एक प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला उपकरण है लेकिन आज के लेक्चर में हम केवल प्रतिबाधा का माप देखेंगे क्योंकि हम इसे दूसरों के बीच में से सबसे महत्वपूर्ण मात्रा मानते हैं क्योंकि जब तक आप नहीं यह जानलेते कि प्रतिबाधा को कैसे मापना है तो आप अपने आरएफ इंजीनियर के करियर में परेशानी का सामनाकर सकते हैं यह एक माइक्रोवेव बेंच है मुझे लगता है कि आप सभी ने इसे देखा होगा आप इसके सबसे बाईं ओर देख सकते हैं कि यह एक क्लेस्ट्रॉन स्रोत आधारित माइक्रोवेव बेंच है आम तौर पर प्रयोगशालाओं में आपके पास एक क्लेस्ट्रॉन होता है जो एक वैक्यूम ट्यूब होता है यह एक बहुत ही स्थिर ट्यूब है जो आपको कुछ मिलीवाट शक्ति देता है जो इन प्रयोगों में आवश्यक है लेकिन इसके जैसा एक सेमीकंडक्टर उपकरण भी है जिसे गन डायोड कहा जाता है जिसका शक्ति का स्तर थोड़ा कम होता है लेकिन आप जानते हैं कि एक वैक्यूम ट्यूब की तुलना में सेमीकंडक्टर ज्यादा कड़े हैं इसीलिए इसका उपयोग भी किया जाता है तो यहाँ आप बाईं ओर देख सकते हैं कि यह काली चीज़ एक क्लेस्ट्रॉन स्रोत है स्रोत के बाद एक आइसोलेटर है स्रोत को आइसोलेट करने की आवश्यकता है क्योंकि स्रोत एक कम प्रतिबाधा वाला उपकरण है और यदि कोई परावर्तित तरंग वापस आती है तो कभी कभी लोड के प्रतिबाधा स्तर के आधार पर आपके पास एक शक्ति उत्पन्न हो सकती है यदि आपके पास अचानक बड़ी मात्रा में परावर्तन हो तो बहुत सारी शक्ति इस स्रोत पर वापस आ सकती है और कम प्रतिबाधा वाले उपकरण को नष्ट कर सकती है तो इस चीज़ को रोकने के लिए आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है उसके बाद एक एटेन्यूएटर है आप देख सकते हैं कि एटेन्यूएटर स्रोत से बहने वाले सिग्नल के शक्ति के स्तर को बदलने के लिए है फिर आप देख सकते हैं कि यह एक बेलनाकार चीज़ है जिसे एक माइक्रोवेव कैविटी कहा जाता है यह एक आवृत्ति मीटर है जिसे रिएक्शन टाइप वेव मीटर भी कहा जाता है तो बेलनाकार सतह पर कुछ निशान होते हैं जहां से हम अपनी आवृत्तियों को पढ़ सकते हैं यह आवृत्ति पढ़ने का एक यांत्रिक तरीका है फिर हम इसे एक वेवगाइड में से पास करते हैं जो एक आयताकार वेवगाइड है और गीगाहर्ट्ज़ रेंज में उच्च आवृत्ति के लिए एक बुनियादी परिवहन तंत्र है यदि आपके शक्ति का स्तर बढ़ा है तो कोएक्सिअल ट्रांसमिशन लाइन के बजाय आप वेवगाइड का उपयोग करते है तो माइक्रोवेव में वेवगाइड एक मौलिक परिवहन तंत्र है तो यही कारण है कि इस केंद्रीय हिस्से में एक स्लॉट कार्ट के साथ एक वेवगाइड है जिसके माध्यम से एक प्रोब डाली जाती है वह प्रोब जो मूल रूप से एक पॉइंट कांटेक्ट डायोड है एक मीटर से जुड़ी होती है यह एक नई चीज है जिसे वीएसडब्ल्यूआर मीटर कहा जाता है तो आप इन दो बक्सों को देख सकते हैं दायां एक मीटर है जहां आप तरंगों के विभिन्न मापदंडों को देखते हैं विशेष रूप से वीएसडब्ल्यूआर को जो हम आगे बढ़ेंगे और बाईं ओर उस क्लेस्ट्रॉन स्रोत के लिए पावर सप्लाई है कार्यात्मक रूप से यह कैरिज के साथ स्लॉटेड लाइन है यह आयताकार वेवगाइड है आप बाईं ओर से देख सकते हैं कि यह एक आयताकार वेवगाइड है लेकिन प्रोब वहां तक बढ़ सकती है इसीलिए वहां एक कैरिज है तो इसकी मदद से आप उस स्लॉट में प्रोब को स्थानांतरित कर सकते हैं इसका मतलब है एक ट्रांसमिशन लाइन पर आप जांच की जगह को बदल सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लाइन के साथ क्या हो रहा है यह आयताकार वेवगाइड्स वाली चीजें है अब प्रयोगशाला में कुछ उपकरणों का उपयोग किया जाता है ये उपकरण प्रयोगशाला में भी आवश्यक हैं आप देख सकते हैं कि यहां एडजस्टेबल शॉर्ट एडजस्टेबल लोड बेंड रिज गाइड एडॉप्टर इत्यादि है फिर दो बुनियादी चीजें भी हैं जो यहां दिखाई देती हैं जिनमें से एक डायरेक्शनल कॉपलेर है जो बहुत महत्वपूर्ण है दरअसल यह आगे बढ़ने वाली तरंग और परावर्तित तरंग को अलग करने का आधार है और दूसरी चीज नेटवर्क एनालाइजर है जो इस माइक्रोवेव बेंच की जगह इस्तेमाल होने वाला एक आधुनिक उपकरण है फिर आप एक मैजिक टी देख सकते हैं यहां कोई जादू नहीं है लेकिन यह एक अद्भुत उपकरण है यह पावर डिवाइडर या कंबाइनर या समर या एक विभेदक के रूप में कार्य कर सकता है अब यह एक गन डायोड पर आधारित बेंच है जैसा कि मैं कह रहा था कि क्लेस्ट्रॉन के बजाय आपके पास गन डायोड भी हो सकता है लेकिन मूल रूप से यदि आप उस पर गौर करते हैं तो आप इस स्लाइड में वही चीज देखते हैं जो हम इस चित्र में भी देख रहे हैं वास्तव में यह एक आरएफ स्रोत है और हम एक डायोड के साथ उस आरएफ स्रोत का पता लगा रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा यह एक पॉइंट कांटेक्ट डायोड है जो कैरिज पर है इसलिए यह डायोड आपके माइक्रोवेव का पता नहीं लगा सकता है लेकिन यह 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल का पता लगा सकता है हम RF को 1 किलोहर्ट्ज़ का मॉडुलेटिंग सिग्नल देते हैं और इसीलिए डायोड इसका पता लगा सकता है तो यहाँ हमने RF सेक्शन दिखाया हैं जहाँ 1 किलोहर्ट्ज़ वाली चीज है और आप इन तरंगों को देखते हैं तो आपके पास दाईं ओर क्लेस्ट्रॉन से आरएफ सिग्नल आ रहा है फिर मॉड्यूलेशन के बाद यह आरएफ तरंग इस अगली तरंग की तरह दिखती है जिसे आप यहां देख रहे हैं यह 1 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति में कुछ ऑन ऑफ मॉड्यूलेशन हो रही है तो यह इस दूसरी तरंग की तरह बन जाती है जिसे यहां दिखाया गया है और फिर एटेन्यूएटर के बाद यह कुछ ऐसी दिखेगी अब वेवगाइड के अंदर यह तरंग होगी जो आगे बढ़ेगी और पीछे आएगी जिससे एक स्टैंडिंग वेव पैदा होगी तो हम उस स्टैंडिंग वेव को भी मापते हैं आप पॉइंट कांटेक्ट डायोड डिटेक्टर वगैरह भी देख सकते हैं अब हमें यहां ट्यूनेबल प्रोब दिखाई दे रहा है यह डिटेक्टर का क्षेत्र वितरण है इसलिए हम वोल्टेज को एक डायोड में भेज रहे हैं जो कि उसको करंट currentविद्युत धारा में परिवर्तित कर रहा है वह करंट वीएसडब्ल्यूआर मीटर में जा रहा है अब हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं जोकि अज्ञात लोड प्रतिबाधा का मापन है तो दो चीजें जो आपको जानना आवश्यक है लाइन का वीएसडब्ल्यूआर का माप तो इसका मतलब है उस वेवगाइड में जिसके आधार पर हमने इसे टर्मिनेट कर दिया है इसका मतलब है कि अगर हम अपने वास्तविक आरेखों पर वापस जाये आप देखते हैं कि हमने इस लोड के अंत में एक टर्मिनेशन दी है हम यहां जो लोड देते हैं वह वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न पर निर्भर करता है जो वेवगाइड के अंदर बनता है और वह VSWR मतलब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मुझे लगता है कि आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी से जानते हैं कि इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है लाइन के अधिकतम वोल्टेज को न्यूनतम वोल्टेज से विभाजित करके तो यह मिसमैच पर निर्भर करता है इसका मतलब है यदि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Z0 और लोड ZL है तो उसके आधार पर यह स्टैंडिंग वेव बन जाती है तो इसको मापने का एक मानदंड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है जिसे हम पहले से ही निम्नलिखित समीकरण में देख चुके हैं ZL Z0 Z L Z0 चूंकि रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट एक सम्मिश्र लेकिन माप सकने वाली मात्रा है हम एक और मानदंड अपनाते हैं जो कि एक स्केलर मानदंड है और वह है वीएसडब्ल्यूआर वीएसडब्ल्यूआर को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं VSWR V max V min इसका यह मतलब है कि हमारी वोल्टेज परिवर्तनशील हैऔर अधिकतम से न्यूनतम वोल्टेज का यह अनुपात वीएसडब्ल्यूआर है और हम यहां देखते हैं कि हमें इसे लाइन से मापना होगा और न्यूनतम बिंदु खोजना होगा और फिर वोल्टेज की इस न्यूनतम बदलाव को अज्ञात लोड अथवा शार्ट के लिए मापना होगा तो यह सिर्फ नोट करने के लिए है वास्तव में हम इस पर चर्चा करेंगे तो जब हम इसको मापने का तरीका देखते हैं तो आप देखिए कि हम इस न्यूनतम वोल्टेज के बदलाव को कैसे माप सकते हैं इसको 2 प्रकरणों में किया जाता है पहले हम यहां एक शॉट लगाते हैं और फिर न्यूनतम वोल्टेज को नोट करते हैं फिर हम इस को बदल कर यहां एक अज्ञात लोड लगाते हैं और फिर से न्यूनतम वोल्टेज को नोट करते हैं इन दोनों वोल्टेज के बदलाव को हम Vmin कहते हैं तो अगर आपको यह दोनों पता लग जाते हैं तो आप लोड प्रतिबाधा को भी पता कर सकते हैं जो कि अज्ञात है तो यह पहला भाग जिसमें हम वीएसडब्ल्यूआर को मापते हैं उसे वीएसडब्ल्यूआर मीटर से मापा जाता है माइक्रोवेव बेंच में हमने पहले से ही वीएसडब्ल्यूआर मीटर को भलीभांति देखा है तो आप सब ने इसे अपनी प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया होगा आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी पावर नॉब हैं इनसे आप इसको एक बाहरी शक्ति या ऐसी शक्ति वगैरह से जोड़ सकते हैं और फिर आप इस प्रोब के अनुसार यह पता कर सकते हैं कि आपको उचित प्रतिबाधा प्राप्त हो रही है या नहीं यहां पर कुछ इनपुट सिलेक्टर है जोकि 100 किलोओम या 100 ओम तक के हैं इसका मतलब यह है कि आप एक सीधे रूप से संपर्क में आने वाले प्रोब से इस बिंदु पर प्रतिबाधा को बदल सकते हैं फिर आप देखिए कि यहां नंबर 3 पर इनपुट है इसका मतलब यह है कि यहां पर आप इस सिग्नल को स्लॉटेड कैरिज से ले जाते हुए इस बीएनसी केबल के द्वारा जोड़ेंगे फिर आप इस्तेमाल में आने वाली आवृत्ति को बदलेंगे जिसका यह मतलब है कि आप एक 1 किलो हर्ट्ज़ वाले सिग्नल को उठा रहे हैं और उसकी आवृत्ति को धीरे से इस नॉब के द्वारा समायोजित कर रहे हैं जो कि नंबर 6 पर है और फिर नंबर 7 पर इस सिग्नल की बैंडविथ है जिसकी केंद्रीय आवृत्ति 1 किलोहर्टज है तोयहां से आप बैंडविथ के साथ प्रयोग कर सकते हैं पर यह ज्यादा आवश्यक नहीं है जो नंबर सबसे ज्यादा आवश्यक है वह 8 और 9 हैं जिनके द्वारा आप डीबी स्केल में यह दर्शा सकते हैं कि यहां कितनी वीएसडब्ल्यूआर मिल रही है नंबर 10 और 11 पर गेन है मान लीजिए कि आपको एक उचित मात्रा में सिग्नल नहीं प्राप्त हो रहा तो आप इस वीएसडब्ल्यूआर मीटर पर एक गेन दे सकते हैं यह वीएसडब्ल्यूआर मीटर कुछ नहीं बल्कि एक ट्यून्ड एमप्लीफायर है इसमें जितनी भी वोल्टेज आती है वह इसको बढ़ा कर दर्शा देता है नंबर 12 भी एक डिस्प्ले है आपको पता ही है कि डिस्प्ले को कभी कभी एक यांत्रिक ऑफसेट जैसी चीज चाहिए होती है क्योंकि अगर इसमें कोई सिग्नल ना आए तो आपको यहां कुछ परिवर्तन नजर आएगा तो नंबर 12 पर हमें स्प्रिंग पर एक यांत्रिक समायोजन की आवश्यकता पड़ती है अब वीएसडब्ल्यूआर को हम एक वीएसडब्ल्यूआर मीटरकी सहायता से मापते हैं आप देख सकते हैं कि यह वीएसडब्ल्यूआर मीटरका सामने वाला पैनल है तो आप देख सकते हैं कि आप इस डिस्प्ले में यह माप सकते हैं कि वीएसडब्ल्यूआर कितनी है यह वीएसडब्ल्यूआर मीटर की डिस्प्ले है अगर आप इस वीएसडब्ल्यूआर की दाईं तरफ देखें तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि आप इसे 1 से इनफिनिटी तक बदल सकते हैं अगर आपके पास एक मैच लोड है तब वीएसडब्ल्यूआर 1 होगा और अगर आपके पास शार्ट है तो वीएसडब्ल्यूआर इनफिनिटी होगा तो यह 1 से इनफिनिटी तक का स्केल है तो यहां ऊपर की तरफ उन्होंने 1 से 12 या 3 तक कुछ दिया है अगर आपके पास वीएसडब्ल्यूआर का मूल्य ज्यादा है तो आप इसको 1 से बदलकर 4 कर देंगे इसी तरह और भी ज्यादा मूल्य होने पर आप इसको 10 वगैरह तक बदल सकते हैं आम तौर पर हम 10 से ज्यादा नहीं मानते चाहे सैद्धांतिक रूप से यह इनफिनिटी तक जा सकता है पर इतना ज्यादा मूल्य होने का हमें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब यह सर्किट हमारे किसी काम का नहीं रहता अब यहाँ मैं आपको अपनी ट्रांसमिशन लाइन को बदलने के लिए कहता हूँ और इस मामले में यदि हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं जिसे आप किसी भी अच्छी ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी बुक में पढ़ सकते हैं कि लाइन वोल्टेज इसका मतलब है कुल वोल्टेज जो इंसीडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का जोड़ होता है इसको हम इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं एक परिमाण है एक फेजर है जिसमें x का मतलब लोड से दूरी है x पर लोड का मूल्य भी शून्य है तो आप जिस भी दूरी x पर हैं वहां भाजक का मूल्य यह होगा फिर लोड की वोल्टेज है आपको पता ही है कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ होते हुए लोड से जनरेटर की तरफ जाते हैं तो वहां जो भी वोल्टेज है वह हम लोड पर देख सकते हैं फिर वहां वोल्टेज में जो भी बदलाव आता है वह लाइन वोल्टेज कहलाता है तो सर्किट में सभी जगह विद्युत धारा भी बदल रही है और प्रतिबाधा भी पर इस सारी प्रक्रिया में लाइन रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट भी बदल रहे हैं लेकिन वह राशि जो नहीं बदल रही वह वीएसडब्ल्यूआर है जोकि लोड के मिसमैच पर निर्भर करती है तो चाहे यह वोल्टेज बदल रही है पर यह वीएसडब्ल्यूआर का अनुपात VmaxVmin नहीं बदल रहा तो अगर मैं इस लाइन के साथ आगे बढ़ता हूं तो वीएसडब्ल्यूआर नहीं बदलता यही कारण है कि अगर हम चाहे तो लोड को माप सकते हैं तो अगर आप लाइन के इस तरफ देखिए तो यहां वोल्टेज अधिकतम होगी इसका मतलब यह है कि x का यह बदलाव भिन्न के सिर्फ ऊपरी अंक से आ रहा है तो सिर्फ यही परिवर्तनशील है बाकी सब निश्चित है क्योंकि लोड डिफ्लेक्शन केफीसिएंट एक लोड सेटिंग है एक बार मैं ऊपरी वाली में बदलाव करना शुरू करता हूं तो आप देख सकते हैं कि किस में अधिकतम 2 फेजर 2 वैक्टर या 2 वेक्टर राशियां और 2 फेजर राशियां हैं एक 10 है इसका मतलब है एक वास्तविक अक्ष रेखा और दूसरा है तो वास्तविक में अगर मेरे पास एक दूरी d है फेजर आरेख में इसे क्रैंक आरेख कहा जाता है तो यहां हमने यह दर्शाया है कि यह एक आपका 1 0 फेजर है और फिर इसको एक अन्य हरे रंग के फेजर में जोड़ा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह एक लाल रंग का फेजर मिलता है तो जब यह लाल चीज वास्तविक रेखा पर गिरेगी तो यह उसके अधिकतम मूल्य को बदल देगी इसका यह मतलब है कि आप 1 0 के साथ समरेख collinearकोलीनियर हैं इसका यह भी मतलब है कि जब यह दोनों लाल और हरे रंग समरेख collinear कोलीनियर होंगे तो आपको अधिकतम वोल्टेज मिलेगी इससे उलट होने पर एक अन्य 180 डिग्री का घुमाव मिलने पर यह हरे वाला 1∠0 ° की तरफ मुड़ जाएगा इस वक्त हमें न्यूनतम वोल्टेज मिलेगी तो वोल्टेज अधिकतम तब होगी जब वे दोनों फेजर समरेख होने के साथ साथ समान दिशा में होंगे तो अब हम यह देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस लाइन के साथ बढ़ते जाते हैं तो वोल्टेज भी अधिकतम से न्यूनतम होती रहती है तो न्यूनतम वोल्टेज वहां मिलती है जहां दोनों फेजर समरेख तो है पर एक दूसरे से उल्टी दिशा में है तो उल्टा होने से हमारा मतलब है कि आप यह कर सकते हैं तो क्योंकि यह दोनों फेजर एक दूसरे के उलट है तो आप यह पता कर सकते हैं तो वोल्टेज अधिकतम और न्यूनतम निशानों से गुजरती है हमने देखा है कि यह न्यूनतम होती है और हमने यह भी देखा है कि यह सारी प्रक्रिया कैसी होगी अगर यह फेजर पूरा घूम जाएगा किसी फेजर के पूरा घूमने से हमारा यह मतलब है कि यह से घूमेगा जिसमें इस लाइन की गाइड वेवलेंथ है और उसमें न्यूनतम वोल्टेज हर बार दोहरा रही है इसके लिए अधिकतम मूल्य क्या होगा यह Vmax आपको पता है कि जब वे समरेख होंगे का मूल्य यहां भरने से यह किस प्रकार सामने आएगा तो जैसा कि हमने पहले वीएसडब्ल्यूआर को परिभाषित किया है अब हम किसी सामान्य ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह पता लगाएंगे कि वह रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट से इस प्रकार से संबंधित है तो आप देखिए कि वीएसडब्ल्यूआर जो कि हमने कहा था कि वह इस लाइन के साथ निश्चित रहता है वह रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के साथ भी संबंधित है जैसे हम अपनी स्मिथ चार्ट की जानकारी से समझते हैं यह प्रतिबाधा के साथ भी संबंधित होगा इस प्रकार से हम इससे अज्ञात प्रतिबाधा भी पता कर सकते हैं अगर हमें वीएसडब्ल्यूआर पता हो जो कि एक मापक राशि है तो यहां हमने क्या किया है कि अगर आप टर्मिनेशन पर एक शॉर्ट सर्किट लगाते हैं तो आप इस आरेख के ऊपरी भाग से देखिए कि यहां वोल्टेज भी 0 है फिर जब आप इस लाइन के साथ होते हुए जनरेटर की तरफ जाते हैं तो वह अधिकतम और न्यूनतम निशानों तक जाएगी और इस चीज को हम क्रैंक आरेख से सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के बदलाव होंगे माइक्रोवेव श्रेणी के कैरिज में हमारे पास इस तरह के स्केल जुड़े हुए हैं वहां से आप यह पता कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट लगाने के बाद न्यूनतम निशान की स्थिति कहां है हम शॉर्ट सर्किट को उतारकर वहां एक अज्ञात लोड लगाते हैं यकीनन अगर हम इस लोड को ना तो शार्ट करें और ना ही ओपन करे तो यहां पर एक स्टैंडिंग वेव जैसा पैटर्न बनेगा उस वक्त सिर्फ यही एक चीज होगी कि लोड के शॉर्ट सर्किट होने पर हमें 0 मिलेगा और लोड के ओपन सर्किट होने पर हमें इनफाईनाइट वोल्टेज या अधिकतम वोल्टेज मिलेगी तो किसी अज्ञात लोड पर यह अधिकतम भी हो सकती है और न्यूनतम भी यह दूसरा आरेख हमें यह दर्शा रहा है कि अज्ञात लोड पर यह कैसा दिखेगा पर यहां भी आप प्रोब को चला कर न्यूनतम निशान की स्थिति पता कर सकते हैं तो अधिकतम निशान की स्थिति कहां है उस न्यूनतम निशान की तरफ देखिए अब वीएसडब्ल्यूआर को मापने के लिए हमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है कैलिब्रेशन में हम सबसे पहले यह पता करते हैं कि जब हमने लोड को लगाया था तब उसकी अधिकतम वोल्टेज Vmax क्या थी और अब वीएसडब्ल्यूआर मीटर में कुछ गेन या अन्य नॉब है तो आप इसे 1 में समायोजित करते हैं जिस क्षण आप इसे 1 में समायोजित हो जाते हैं तब Vmin यह बन जाता है आप यहां से देख सकते हैं कि जब हमने कहा था कि हम Vmax को 1 करेंगे तब मूल रूप से Vmin 1S के बराबर हो रहा है तो हम यही लिख रहे हैं कि Vmin1S अब वीएसडब्ल्यूआर मीटर के स्केल पर S के अनुसार कुछ निशान होते हैं यह S वीएसडब्ल्यूआर को दर्शाता है यहां से हम इसे पता कर सकते हैं यह उपकरण आपको वीएसडब्ल्यूआर मापने में मदद करता है तो दोबारा देखिए कि आप इस वीएसडब्ल्यूआर मीटर में प्रोब को ट्यून करके क्या करते हैं आप अपने प्रोब को इस लाइन के साथ ले जाते हुए अधिकतम वोल्टेज का पता लगाएं फिर गेन को समायोजित करें और फिर वीएसडब्ल्यूआर मीटर के वेर्निएर नॉब से वीएसडब्ल्यूआर की आउटपुट शक्ति की पहली संख्या को प्राप्त करें अब आप प्रोब को इस लाइन के साथ ले जाते हुए न्यूनतम वोल्टेज तक जाए इसका यह मतलब है कि आपके वीएसडब्ल्यूआर डिस्प्ले में आपको सुई बाई तरफ जाती हुई नजर आएगी और आप उस स्थिति को अंकित कर ले जब यह न्यूनतम हो जाए अब आप वीएसडब्ल्यूआर को स्केल से नोट कर ले जोकि लाइन का वीएसडब्ल्यूआर है तो यहां यह दर्शाया गया है कि कैसेएक लाल रंग की वोल्टेज किसी शॉर्टसर्किट के लिए बदल रही है और कैसे वह किसी ओपन सर्किट के लिए बदल रही है सामान्य रूप से यह कैसे बदलती है यह हमने पहले ही देखा है मान लीजिए किसी विशिष्ट स्थिति में हमारी इस्तेमाल की जाने वाली आवृत्ति 75 गीगाहर्ट है और लोड पर एक शार्ट लगाया हुआ है मान लीजिए कि हमने यह प्रयोग करके देखा हुआ है और यह छात्रों द्वारा लिए गए माप की रिकॉर्डिंग है तो हमने यह रिकॉर्ड किया है कि जब लोड पर शॉर्ट लगाया गया उसकी न्यूनतम स्थिति कहां थी और फिर शार्ट उतार कर अज्ञात लोड पर इस तकनीक द्वारा हमने वीएसडब्ल्यूआर को मापा मान लीजिए कि हमारी न्यूनतम वोल्टेज 15 है अब न्यूनतम वोल्टेज को बदला गया तो उसने फिर से यह पाया तो अब यहां एक सवाल है कि हमने न्यूनतम संख्या ही क्यों मापी अगर हम अधिकतम संख्या भी माप सकते थे दोनों ही के बाद दोहराते है पर आपने यह देखा होगा कि अधिकतम मूल्य के लिए जब हम वक्र को डेरीवेट करते हैं तो उसकी संवेदनशीलता 0 आती है क्योंकि इस वक्र के पास ढाल 0 होती है तो अगर आप यह प्रयोग करके देखें और मान लीजिए कि आप अधिकतम संख्या को पाने में असफल रहते हैं तो यह गलती ज्यादा संवेदनशील नहीं होगी जबकि न्यूनतम संख्या के मामले में यह डाल बहुत ऊंची होगी इसीलिए वहां अच्छी संवेदनशीलता मिलेगी तो यही कारण है कि अधिकतम संख्या की बजाय हम हमेशा न्यूनतम संख्या मापते हैं क्योंकि यह स्पष्टता सेपरिभाषित है इसलिए वोल्टेज अधिकतम है यह सपाट है इसीलिए स्पष्टता से परिभाषित नहीं है तो आइए हम न्यूनतम वोल्टेज जोकि हर के बाद दोहरा रही है को मापना जारी रखते हैं तो हम दो न्यूनतम संख्याओं के बीच में अंतर पता कर सकते हैं जो कि इस मामले में है और वह 4 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है अब मान लीजिए कि लोड 42 सेंटीमीटर पर है वास्तव में हम लोड की स्थिति का पता नहीं रहता क्योंकि हमने देखा है कि कैरिज में जहां लोड लगाया जाता है वहां स्केल नहीं होता पर चूँकि सब कुछ दोहराया जा रहा है तो आप किसी एक न्यूनतम संख्या का पता कर सकते हैं इसमें बहुत सारी न्यूनतम संख्याएं हैं आप कोई भी ले सकते हैं तो मैं यह कह रहा था कि मान लीजिए लोड 42 सेंटीमीटर पर है तो जब हमने उसको अज्ञात लोड पर लगाया तो उसकी सबसे नजदीकी न्यूनतम संख्या 272 सेंटीमीटर पर आई वक्र के मामले में मैंने यह दिखाया है कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि इसमें कब न्यूनतम संख्या बदल रही है अगर मैं इस न्यूनतम संख्या को लेता हूं तो आप देखिए कि यह लोड की तरफ परिवर्तित हो रही है और अगर मैं इस न्यूनतम संख्या को लेता हूं तो यह जनरेटर की तरफ जा रही है तो इस वजह से आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी कि यह कौन सी है तो इससे मुझे lmin मिला जो कि 148 है मैंने यह जनरेटर की तरफ नोट किया है अब यहां हमने स्मिथ चार्ट की मदद नहीं ली है अब आप यह गणना करिए के गामा का परिमाण और रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का परिमाण वीएसडब्ल्यूआर से संबंधित है हमने इस समीकरण से देखा है कि वीएसडब्ल्यूआर इसके बराबर है तो यह पक्ष बदलकर ऐसा होगा यहां से आपको रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का परिमाण 02 मिल रहा है और इससे आप थीटा पता कर सकते हैं क्योंकि β 2 π λ हमें आवृत्ति पता है तो वहां से हम लैम्ब्डा λ पता कर सकते हैं और हमें यह देखना है इसमें 14 सेंटीमीटर का परिवर्तन है तो कोण के अनुसार यह 864 डिग्री आएगा तो इससे गामा यह होगा Γ02e j864°00126 j 01996 तो इस प्रकार अगर आप दो आयताकार चीजों को बदलें तो यह इस तरह से दिखेगा तो अब आपके पास गामा इसके बराबर है यह रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ZLका समीकरण है यह एक स्मिथ चार्ट का मूल समीकरण है तो यह हमेशा सत्य है ZL के समानांतर अब क्या है वह यह है तो अब आप को अज्ञात प्रतिबाधा इस प्रकार से पता चलती है